नमस्कार मित्रों कंप्यूटर ऐडेड ड्रग डिजाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है हम टारगेट पर आधारित ड्रग डिजाइन या डॉकिंग पर आधारित विषय को जारी रखेंगे तो हम फिर से देखते हैं इस प्रोटीन डाटा बैंक को जो कि पीडी बी कहलाता है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन की 3 आयामी संरचनाएं शामिल है इसमें कुछ उदाहरण में लाइगैंड भी हैं और कुछ उदाहरण में लाइगैंड नहीं भी मौजूद है तो बस हम उसको देखेंगे यह पीडीबी है यह एक प्रोटीन डाटा बैंक है तो हम एक खोज पीडीबी में कर सकते हैं यदि आपको पीडीबी आईडी पता हो तो हम एक खोज कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर 3v98 यानी 3v983 जो कि एक 5 लीपाक्सीजीनेस है यानी एराकीडोनिक एसिड पाथवे का एक एंजाइम है जो एराकीडोनिक एसिड को एचईटीई में बदलता है और इसी प्रकार तो हम इसको जेएसमॉल में देख सकते हैं तो यह प्रोटीन है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पास ए और बी है जैसा आप देख सकते हैं इस प्रोटीन को इसके पास दोनों ए और बी है अब इस के पास एक आयरन भी है क्योंकि लीपाक्सीजीनेस के पास एक आयन है तो यह आयरन रेडॉक्स चक्र में शामिल है जोकि प्रोटीन को क्रियाशील करता है और जब एराकीडोनिक एसिड बदलता है और जब निष्क्रिय होता है और असल में इसी प्रकार तो यह एक प्रोटीन है जिसके पास कोई भी लाइगैंड जुड़ा हुआ नहीं है यहां फिर से 3V99 है जो फिर 5 लीपाक्सीजीनेस है इसके पास एक एराकीडोनिक एसिड जुड़ा हुआ है तो जैसा आप देख सकते हैं तो जैसा आप यहां देख सकते हैं तो इस प्रोटीन के पास एराकीडोनिक एसिड तथा आयरन है तो हम खास तौर पर वहां देख सकते हैं जहां एराकीडोनिक एसिड मौजूद है तो यह एराकीडोनिक एसिड है तो हम देख सकते हैं एराकीडोनिक एसिड पॉकेट के द्वारा व्यू द प्रोटीन तो आप देख सकते हैं कि यह आपका एराकीडोनिक एसिड है यह 1 लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रंखला है आप उस प्रोटीन को देख सकते हैं और यदि आप चाहें तो आप बल्कि उस आयरन को भी देख सकते हैं जो कि वहां मौजूद है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह वही आयरन है जो कि प्रोटोन में मौजूद है और उसके अनुरूपी अमीनो एसिड है जो कि उसे घेरे हुए हैं तो यह चित्र दिखाता है कि कैसे एराकीडोनिक एसिड प्रोटीन के साथ परस्पर प्रभाव डालता है कौन से वे अमीनो एसिड हैं जो कि इस प्रभाव में शामिल हैं यह एराकीडोनिक एसिड है और यह पूरा प्रोटीन है जो कि यहां देखा जा सकता है हम रुचि के दूसरे प्रोटीन भी देख सकते हैं और जैसे कहलाता है आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं एराकीडोनिक एसिड यहां और यहां और यह प्रोटीन तो आप देख सकते हैं वे अमीनो एसिड जिनके साथ यह एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहा है अब हम दूसरे प्रोटीन को देख सकते हैं और वह कहलाता है 5केआईआर यह साइक्लोऑक्सीजनेस 2 कॉक्स 2 है 5केआईआर यह कॉक्स 2 साइक्लोऑक्सीजनेस 2 है और हमारे पास एक वायोक्स है यह एक चयनशील साइक्लोऑक्सीजनेस 2 ड्रग है जोकि उस प्रोटीन पर जुड़ती है तो जब वे इस प्रोटीन को क्रिस्टल रूप में बनाते हैं या क्रिस्टलाइज करते हैं वे इस मॉलिक्यूल को डालते हैं और तब वे क्रिस्टल बनाना पूरा करते हैं तो इसका फायदा यह है कि जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं हमको पता होगा कि कहां यह खास मॉलिक्यूल मौजूद है तो आपको एक्टिव साइट पॉकेट के बारे में पता होगा और इसी प्रकार की जानकारी तो यह वह प्रोटीन है जो साइक्लोऑक्सीजनेस 2 कहलाता है तो जैसा आप देख सकते हैं यहां कई सारे लाइगैंड हैं जो कि इस प्रोटीन पर मौजूद हैं तो वायोक्स रोफेकॉक्सिब भी कहलाता है तो हम देख सकते हैं की यह सब कैसे यहां मौजूद है तो हम देख सकते हैं कि वायोक्स कैसे मौजूद है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं वायोक्स यहां इस खास साइक्लोऑक्सीजनेस 2 प्रोटीन के अंदर मौजूद है यह आप यहां दे देख सकते हैं तो पीडीबी एक काफी उपयोगी प्रोटीन डाटाबैंक है इसमें काफी सारी संख्या में प्रोटीन मौजूद हैं यह आपको अमीनो एसिड की श्रंखला भी देता है पीडीबी 5केआईआर में यह श्रंखला प्रस्तुत होती है तो जैसा आप यहां देख सकते हैं यह आपको इसकी श्रंखला देता है हम श्रंखला समानता और संरचना समानता भी कर सकते हैं तो हम इसको इस्तेमाल करके श्रंखला की समानता भी कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं श्रंखला समानता हम संरचना समानता भी कर सकते हैं पीडीबी 5केआईआर के संदर्भ में तो हम संरचना की समानता देख सकते हैं तो यह डेटाबेस आपको संरचनाएं देता है तो जब हमने डॉकिंग करने की कोशिश किया तो हो सकता है कि बाद में हमें इस अपनी रुचि की प्रोटीन में से एक को डाउनलोड करना पड़े और फिर हम अब डॉकिंग कर सकते हैं हम डॉकिंग को बाद में किसी समय पर देखते हैं तो आइए अपने व्याख्यान पर वापस चलते हैं तो एक प्रोटीन और लाइगैंड प्रायः नॉनबोंडेड इंटरेक्शन के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो हमने काफी समय पहले देखा था कि कौन से वे नॉनबोंडेड इंटरेक्शन हो सकते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन क्योंकि आपके पास चार्ज और चार्ज है तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस प्रोटीन की एक्टिव साइट के अमीनो एसिड्स हैं तो यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हो सकता था एक्सेप्टर प्रोटीन में उस पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता था लाइगैंड में हाइड्रोजन एक्सेप्टरस डोनर हो सकते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन हो सकता है प्रोटीन और लाइगैंड के बीच वंडरवॉल इंटरेक्शन हो सकता है डाय पोल इंटरेक्शन हो सकता है क्योंकि आपके पास पानी है तो बहुत से क्रियात्मक ग्रुप जो कि इसे बनाते हैं और निस्संदेह आयनिक इंटरेक्शन प्रोटीन में यहां एनआयन हो सकता है एक्टिव साइट में कैटआयन इसी प्रकार लाइगैंड के पास भी एक कैटआयन एनआयन हो सकता है तो आयनिक इंटरेक्शंस हो सकते हैं तो यह सभी नॉनबोंडेड इंटरेक्शन कहलाते हैं सामान्य कोवैलेंट बांड के विपरीत सामान्यतः इन नॉनबोंडेड इंटरेक्शन की बॉन्ड ऊर्जा या एनर्जी बहुत कम होती है जब इसको कोवैलेंट बांड के साथ तुलना करते हैं लेकिन यह बॉन्ड लाइगैंड को अपने स्थान पर रखते हैं और इसको सही संरचना में रखते हैं जिससे कि अवरोध या इन्हींविशन या परिवर्तन या कन्वर्जन हो सके यदि यह एक लाईपेज द्वारा कैटालाइज प्रतिक्रिया या रिएक्शन है या एंजाइम कैटालाइज प्रतिक्रिया है तो आपको एक परिवर्तन या कन्वर्जन मिलेगा तो मूलतः होता क्या है की हमारे पास लाइगैंड है यह मात्र एक चित्रण है कुछ जो एक्टिव साइट कहलाता है होता है और कुछ दूसरी सेकेंडरी साइट एलोस्टेरिक साइट माइनर ग्रुव मेजर ग्रुव हो सकते हैं तो लाइगैंड जाता है और इस पर जुड़ता है और लाइगैंड प्रोटीन लाइगैंड टारगेट कॉम्प्लेक्स बनाता है तो यदि आप थर्मोडायनेमिक्स को देखें तो ln K delta G0RT डेल्टा G0 को डेल्टा H0 भी लिख सकते हैं और T डेल्टा S डेल्टा H T डेल्टा S तो यह T यहां से हट जाता है आपके पास यह दो टर्म है अब यह K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कांपलेक्स लाइगैंड टारगेट कंसंट्रेशन यह आपने काफी पहले थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा होगा तो यह बहुत प्रमाणित है तो इस समीकरण के माध्यम से डेल्टा G से हम K की गणना कर सकते हैं तो यदि आप कोवैलेंट बांड को देखें कोवैलेंट बॉन्ड की मजबूती जैसा कि मैंने कहा यह काफी ज्यादा होती है C O सिंगल बॉन्ड C O डबल बॉन्ड इन एनर्जी को देखिए और फिर लंबाई या डिस्टेंस को देखिए तो यदि C डबल बॉन्ड O है तो लंबाई काफी कम होगी C सिंगल बॉन्ड O की तुलना में इसी प्रकार C सिंगल बॉन्ड C आपको देता है 86 किलोकैलोरी लंबाई 154 अंगस्ट्रोम है C डबल बॉन्ड C 143 किलोकैलोरी बहुत ज्यादा छलाँग 133 अंगस्ट्रोम यह पास और पास आते जाते हैं तो कोवैलेंट बांड की विशेषता है हाई बॉन्ड एनर्जी लघु लंबाई श्रेष्ठ दिशा दिशा बहुत बहुत केंद्रित और स्थपित होती है तो यह बहुत अनियमित नहीं है और जैसा आप इसको माने जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड उदाहरण के तौर पर इतना दिशा निर्देशित नहीं है तो यह अंतर है एक नॉनबोंडेड इंटरेक्शन और बौंडेड इंटरेक्शन के बीच तो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन को देखें हमने कोवैलेंट इंटरेक्शन को देखा यह नॉन कोवैलेंट है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वह वहां हाइड्रोफोबिक ग्रुप है ठीक CH3 C2H5 एनर्जी बहुत कम है 10 किलो कैलोरी इन संख्याओं को देखें 1 से 20 इलेक्ट्रोस्टेटिक है हाइड्रोजन बॉन्ड 2 से 30 पाई पाई एरोमेटिक स्टैकिंग 0 से 10 वंडरवॉल 01 से 1है तो जबकि इन संख्याओं को देखें बड़ी संख्याएं 80 से 160 जबकि यह संख्या 1 से 20 हैं तो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन की विशेषता है कम एनर्जी निम्न दिशानिर्देशनात्मकता कोवैलेंट के विपरीत दिशा बहुत निर्धारित नहीं होती है निस्सन्देह हाइड्रोजन बॉन्ड में कुछ निर्देशनात्मकता होती है क्योंकि आपके पास अधिकतर एक O या N होता है बॉन्ड बनाने के लिए O के H या OH या NH के H के साथ तो इसमें एक निर्देशात्मकता जुड़ी होती है जबकि दूसरे बांड जैसे इलेक्ट्रोस्टेटिक या एरोमेटिक स्टाकिंग इसके पास ज्यादा निर्देशात्मकता नहीं होती साल्ट ब्रिज जब विपरीत चार्ज वाले ग्रुप प्रोटीन में पांच अंगस्ट्रोम की दूरी के अन्तर्गत होते हैं एनआयन कैटआयन कैटआयन एनआयन यह आमतौर पर आयन समूह या साल्ट ब्रिज कहलाते हैं तो एनर्जी को देखें यह काफी कम है सतह या सरफेस पर आयन समूह 1 किलो कैलोरी प्रति मॉलिक्यूल है इसकी मज़बूती के लिए दबे हुए साल्ट ब्रिज 4 किलो कैलोरी प्रति मोल मज़बूती के लिए तो संख्या काफी कम है काफी कम तो आयन समूह साल्ट ब्रिज बनाते हैं आइए हम एक बार फिर इन नॉनबोंडेड इंटरेक्शन को देखते हैं यद्यपि हमने इनको मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में देखा था हम इनको एक बार फिर देखते हैं तो एनर्जी कुछ कांस्टेंट z1 z2 के द्वारा दी गई है चार्ज e एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद इलेक्ट्रिकल चार्ज है जोकि 1610 की पावर 19 है एप्सइलैंन मीडियम का डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो डिनॉमिनेटर में आता है r डिस्टेंस या दूरी है आयन समूह इंटरेक्शन यह अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है यह लंबी रेंज के इंटरेक्शन है मैंने इस लॉन्ग रेंज टर्म को बताया था जब शार्ट टर्म से कंपेयर किया था क्योंकि आपके पास r डिनॉमिनेटर में है जबकि यदि आप वंडरवॉल हाइड्रोजन बांड को देखें आपके पास r 6 की पावर तक बढ़ी हुई होगी r 12 की पावर तक बढ़ी हुई होगी r डिनॉमिनेटर में 10 की पावर तक बढ़ी हुई होगी तो यह छोटी रेंज कहलाते हैं अवश्य ही यह मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी निर्भर करता है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा परिवर्तित कर सकता है उदाहरण के तौर पर यदि आप पानी को देखें 785 यदि आप CDCl3 को देखें यह 45 है तो बड़ा फर्क करीब 20 गुना का फर्क है तो यह इस खास रिफरेंस से लिया गया है तो मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो चार्ज मॉलिक्यूल के बीच की आकर्षण या अट्रैक्शन एनर्जी या विकर्षण या रिपल्शन एनर्जी को बदल सकता है आयन डाईपोल इंटरेक्शन तो आप जानते हैं डाईपोल क्या है उदाहरण के लिए पानी HOH तो यह H सब बना रहे हैं एक चुंबक की तरह छोटा चुंबक O बना रहा है तो यह एक प्रकार का छोटा चुंबक है जिसमें और है तो यह डाईपोल होता है और फिर आपके पास कुछ चार्ज वाले आयन है तो यह आयन आयन इंटरेक्शन से कमजोर होते हैं लंबी दूरी वाले इंटरेक्शन फिर आयन पेयरिंग कुछ निर्देशात्मकता होती है क्योंकि इंटरेक्शन अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकते हैं सॉल्वेशन हीट आयन रेडियस से घनिष्ठ रूप से परस्पर संबंधित होती है तो यह उसका समीकरण है तो हमारे पास a है माना आपके पास q1 और q2 है जोकि डाईपोल और यह है और फिर हमारे पास एक आयनिक है तो q1q2 l डिस्टेंस है cos theta4 pi epsilon epsilon0 r square तो यह आयन डाईपोल इंटरेक्शन कहलाता है डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन तो आपके पास दो डाईपोल हो सकते हैं यह बहुत ही कमजोर होते हैं यह लंबी रेंज के इंटरेक्शन है अब आपके पास है r 3 की पावर से बढ़ी हुई कुछ निर्देशात्मकता फिर यहां है डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन कहलाता है निस्सन्देह वंडरवॉल इंटरेक्शन आप सभी जानते हैं ठीक पोलराइजेशन जब एक चार्ज मॉलिक्यूल या एक पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेवफंक्शन के परस्पर बदलने से इंटरेक्शन मजबूत होता है तो हमारे पास आयन प्रभावित डाईपोल हो सकता है डाईपोल प्रभावित डाईपोल डिस्पर्शन यह सभी तो यह बहुत छोटी रेंज के हैं क्योंकि आपके पास 1r पावर 4 ⅛ पावर 6 निसंदेह A वहां होगा B वहां होगा सभी एटम और मॉलिक्यूल के बीच विद्यमान रहता है तो इसी प्रकार B बढ़ा हुआ r की पावर 12 तक A बढ़ा हुआ r की पावर 6 तक और इसी प्रकार तो आयन प्रभावित डाईपोल इस प्रकार के होंगे तो आपके पास r यहां पावर 4 है डाईपोल डिस्पर्शन फोर्स इस प्रकार होंगे r पावर 6 तो यह वंडरवॉल इंटरेक्शन कहलाता है फिर हमारे पास लंदन समीकरण है जो कि कमजोर आकर्षण r पावर 6 है और यह एटम के बीच विकर्षण है जोकि बहुत कम दूरी r पावर 12 पर है तो हमारे पास r पर आधारित विभिन्न प्रकार के परिणाम होते हैं एक इलेक्ट्रोस्टेटिक के लिए हमने r से विभाजित किया एक आयन डाईपोल इंटरेक्शन के लिए हमने r स्क्वायर से विभाजित किया डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन के लिए हमने r पावर 3 से विभाजित किया वंडरवॉल के लिए लंदन डिस्पर्शन और फिर विकर्षण हमारे पास पावर 6 है और पावर 12 डिनॉमिनेटर में है फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है यह एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो आता है यह बनता है जब हाइड्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के बीच में स्थापित होता है खास तौर पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो हम इस प्रकार ले सकते हैं आप एक H वाले डोनर को जानते हैं माफ कीजिएगा एक डोनर H के साथ और फिर एक एक्सेप्टर यह छोटी श्रेणी की दूरियां हम बात कर रहे हैं 25 से 35 अंगस्ट्रोम के हिसाब से theta180 pi120 आदर्श कोण 40 से 15 किलो कैलोरी प्रति मोल यह मजबूत है 14 से 4 किलो कैलोरी प्रति मोल जब मध्यम है 4 से 0 किलोकैलोरी प्रति मोल बहुत कमजोर के लिए अनेक तत्त्व हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रभावित करते हैं सॉल्वेशन मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाइड्रोजन बांड को डोनेट या एक्सेप्ट करने की क्षमता डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF HCl HBr HI एक्सेप्टर पानी H3N और यह एक अमोनिया है H2S H3P लेकिन F बहुत निर्बल है चार्ज हाइड्रोजन बॉन्ड समवर्ती इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन के द्वारा मजबूत या कमजोर हो सकते हैं तो यदि समवर्ती इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन वहां है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन कमजोर या मजबूत बन सकते हैं फिर हमारे पास पाई इंटरेक्शन है यह वह बेंजीन रिंग्स हैं जानते हैं हम दो बेंजीन रिंग ले सकते हैं बेंजीन में चार्ज का वितरण एक बड़ा क्वाड्रोपूल मोमेंट पैदा करता है दो डाईपोल शुरू से अंत तक पंक्तिबद्ध करके तो हमारे पास कैटआयन पाई इंटरेक्शन हो सकते हैं यह ज्यादा मजबूत कैटआयन पाई इंटरेक्शंस हैं करीब करीब आयन डाईपोल इंटरेक्शन की मजबूती के बराबर और आपके पास विभिन्न प्रकार की बेंजीन रिंग्स हो सकती हैं आमने सामने इंटरेक्शन यह बहुत ही प्रतिकूल होता है क्योंकि आमतौर पर नेगेटिव सतह होती है तो एक बेंजीन रिंग के पास नेगेटिव सतह है एक अन्य बेंजीन रिंग के पास नेगेटिव सतह है तो इंटरेक्शन बहुत निर्बल होता है इस पाई पाई इंटरेक्शन को पाई स्टैकिंग भी कहते हैं T आकार वाला इंटरेक्शन सबसे ज्यादा अनुकूल होता है इसका मतलब एक बेंजीन रिंग समतल है दूसरी बेंजीन रिंग लम्बवत्त होती है जैसे T एनर्जी 2 किलो कैलोरी होती है और अवश्य ही यह सबसे अधिक पसंदीदा समानांतर विस्थापित है इसका मतलब एक बेंजीन समतल है और दूसरी बेंजीन उसके ऊपर विस्थापित है एकदम ऊपर तो नहीं लेकिन लंबवत और पानी बड़े एरोमेटिक मॉलिक्यूल के लिए क्योंकि यह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को बढ़ाता है यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है असल में यह एक खास पानी में बनाया हुआ ही है और ये T प्रकार के इंटरेक्शन भी पसंदीदा होते हैं लेकिन इनको अधिकतर हम सोच सकते हैं जैसे एक को दूसरे के ऊपर यह सबसे कम पसंद किए जाने वाला होता है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है यहां एक नेगेटिव चार्ज हो सकता था दो बेंजीन रिंग के बीच चार्ज विकर्षण तो यह भी एक काफी प्रमुख नॉनबोंडेड इंटरेक्शन है जिसको हमें ध्यान रखना होता है फिर हमारे पास डोनर एक्सेप्टर इंटरेक्शन है जो कि दो मॉलिक्यूल के बीच क्रमश एक कम एनर्जी वाले खाली ऑर्बिटल एक्सेप्टेर और एक ज्यादा एनर्जी के भरे ऑर्बिटल वाले डोनर के बीच होता है तो यह आपको एक एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन देता है एक non polar मॉलिक्यूल को पानी के अंदर डालने से पर लूज हाइड्रोजन बॉन्ड नेटवर्क में अवरोध पैदा होता है फिर यह पानी के मॉलिक्यूल बाध्य होते हैं हाइड्रोजन बांड बनाने के लिए सिर्फ बाहरी मॉलिक्यूल के साथ जिससे सॉल्यूट के चारों तरफ एक पिंजरा या केज बन जाता है ठीक यदि आप एक छोटे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को डालें तो एक पिंजरे जैसा होता है जिसमें हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ अंतःक्रिया करना शुरू करते हैं दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के बीच का संयुक्त संयोजन की वजह से पानी के मॉलिक्यूल जो इस पिंजरे के बनने में अंदर बंद है कम होने लगते हैं तो यदि आपके पास दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है तो वे आपस में संयोजन करना शुरू कर देते हैं इसलिए पानी के मॉलिक्यूल असल में बाहर जाने लगते हैं वे बंधे हुए नहीं रहते तो जब हम टारगेट पर आधारित ड्रग डिजाइन करते हैं और हमें पता करने की आवश्यकता है इनके पास कंपाउंडस की एक लाइब्रेरी है हमें प्रोटीन के लक्ष्य या टारगेट को पता करने की आवश्यकता है प्रोटीन टारगेट हम पीडीबी कंपाउंड लाइब्रेरी से पा सकते हैं मैंने आपको इतनी सारी कंपाउंड लाइब्रेरी बताया हम मॉलिक्यूल की मॉल टू फाइल या एस डी एफ फाइल पा सकते हैं हम कन्फर्मेशन एनर्जी जान सकते हैं हमको प्रोटीन की बाइंडिंग साइट के बारे में कुछ जानने की आवश्यकता है तो क्योंकि एक प्रोटीन के पास कई साइट हो सकती हैं एक सबस्ट्रेट पर आधारित साइट एक्टिव साइट एलोस्टेरिक साइट माइनर ग्रुव तो हमें जानने की आवश्यकता है कि किस साइट पर जाकर लाइगैंड जुड़ेगा तो यदि आप एक कॉम्पिटेटिव इनहीबिशन कर रहे हैं तो जाहिर है कि यह लाइगैंड प्रोटीन के सबस्ट्रेट के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है यदि आप एलोस्टेरिक नॉनकॉम्पिटेटिव को देख रहे हैं तो आप दूसरी साइट को देखते हैं तो साइट का निर्धारण भी आपको बताता है कि आप किस प्रकार की ड्रग का प्रारुप बनाने की योजना कर रहे हैं फिर आप डॉक करते हैं डॉक मतलब लाइगैंड जाता है और एक्टिव साइट पर जुड़ेगा है यह एक नॉनबोंडेड इंटरेक्शन बनाता है हमें नॉनबोंडेड इंटरेक्शन एनर्जी मिलती है यह निर्भर करता है उन अनेक कंफॉरर्मेशन पर जो यह लाइगैंड ले सकता है तो यदि यह लाइगैंड बहुत लचीला या फ्लैक्सिबल है तो यह उस एक्टिव साइट में विभिन्न कंफॉरर्मेशन ले सकता है तो यह सबसे पसंदीदा कंफॉरर्मेशन ले सकता है जिससे यह जाए और एक्टिव साइट में अच्छी तरह से बैठ जाए यह निर्भर करता है उन विभिन्न नॉनबोंडेड इंटरेक्शन पर जिनके बारे में मैंने बात करी तो एक बहुत लचीला मॉलिक्यूल विभिन्न कंफॉरर्मेशन ले सकता है तो यह जा सकता है और साइड में अच्छी तरह से बैठ सकता है फिर कई सॉफ्टवेयर एक स्कोरिंग करते हैं यह एक नंबर की गणना करता है ठीक उसी प्रकार जैसे आपके अंक यह गणना करता है नॉनबोंडेड इंटरेक्शन एनर्जी पर आधारित यानी कि बाइंडिंग एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी तो कई सॉफ्टवेयर के पास विभिन्न तरीके हैं स्कोरिंग फंक्शन की गणना करने के लिए तो जितना अधिक स्कोरिंग फंक्शन तो बाइंडिंग हम कह सकते हैं बेहतर होती है तो यदि आपके पास ज्यादा संख्या में मॉलिक्यूल है आप करते रहते हैं बाइंडिंग बाइंडिंग और फिर स्कोरिंग फंक्शन को देखिए और फिर कहिए इन मॉलिक्यूल के पास बहुत अच्छा स्कोरिंग फंक्शन है इनके पास अच्छा स्कोरिंग फंक्शन नहीं है या यदि सॉफ्टवेयर स्कोरिंग फंक्शन नहीं निकालता है यह आपको बाइंडिंग एनर्जी भी देता है तो यदि अधिक नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी होती है हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन बेहतर है हम दूसरे इंटरेक्शन को भी देख सकते हैं कितनी संख्या में इसने हाइड्रोजन बांड बनाए और इसी प्रकार से और फिर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ लाइगैंड की बाइंडिंग एक्टिव साइट पर अच्छी है कुछ लाइगैंड कमजोर है और फिर मनपसंद लाइगैंड को चुनते हैं तो लाइगैंड जिनको आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा जुड़ रहे हैं तो प्राथमिकता के आधार पर कंपाउंड की एक सूची बनाइए हो सकता है आप उन्हें बनाना शुरू कर सकते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटी का अध्ययन शुरू कर सकते हैं निसंदेह इस बीच आपको लिपिंस्की रूल को और दूसरे एडीएमई नियमों को भी देखना पड़ सकता है यह देखने के लिए की क्या वे मॉलिक्यूल ड्रग समानता वाले गुण या बायोकंपैटिबिलिटी गुण को संतुष्ट कर रहे हैं हमने इतने सारे विभिन्न नियम देखें तो हम मॉलिक्यूल की संक्षिप्त सूची भी बना सकते हैं तो यदि आपके पास माना कि हजार मॉलिक्यूल है हम या तो लिपिंस्की रूल या एडीएमई रूल को पहले कर सकते हैं और मॉलिक्यूल की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं फिर डॉकिंग चला सकते हैं और फिर शीर्ष के 10 या 20 मॉलिक्यूल जिनका डॉकिंग स्कोर बहुत अच्छा है या जो अधिक बाइंडिंग एनर्जी के साथ बहुत अच्छा जुड़ रहे हैं निकाल सकते हैं और फिर उनको ले जा सकते हैं प्रयोगात्मक संश्लेषण के लिए साथ ही सेल लाइन का इस्तेमाल करते हुए प्रयोगात्मक जैविक निर्धारण के लिए या जो भी बायोकेमिकल जांच करने की आपने योजना बनाई है और इस प्रकार टारगेट पर आधारित स्क्रीनिंग करी जाती है वास्तव में तो हम दोनों संरचना पर आधारित यानी कि लाइगैंड पर आधारित स्क्रीनिंग और टारगेट पर आधारित स्क्रीनिंग को और एडीएमई रूल स्क्रीनिंग को पूर्ण रूप से मिला सकते हैं जब हम इन सिलिको ड्रग डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं हम शुरू करते हैं पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक में देखने से जैसा मैंने आपको दिखाया इसके पास 50000 से ज्यादा non redundant प्रोटीन संरचनाएं हैं लेकिन फिर यह स्विस्प्रोट के 55 करोड़ प्रोटीन श्रंखला या सीक्वेंस का सिर्फ 1 है तो वह स्विस्प्रोट एक वेब डेटाबेस है जिसके पास प्रोटीन श्रंखला है इसका मतलब यह एक 2 आयामी श्रंखला है जबकि पीडीबी 3 आयामी संरचना रखता है तो इसका मतलब बहुत सारे प्रोटीन का अभी तक आकार भी सुनिश्चित नहीं हुआ है और उनकी 3D संरचनाएं भी अभी तक नहीं प्राप्त हुई हैं तो अभी भी अच्छा मौका है हमारे लिए क्रिस्टलाइजेशन अध्ययन करने के लिए और प्रोटीन के 3 आयामी विवरण को जानने के लिए तो आइए स्विस्प्रोट को देखते हैं तो यह स्विस्प्रोट या यूनीप्रोट है जो कि बड़ी संख्या में प्रोटीन की श्रंखला देता है और फिर हम उनको जमा कर सकते हैं और उनकी तुलना कर सकते हैं तो 5 लीपाक्सीजीनेस एक श्रंखला है जो कि वास्तव में दी हुई है 5 लीपाक्सीजीनेस की श्रंखला दी हुई है तो यह प्रोटीन को देखने की कोशिश कर रहा है विभिन्न 5LOX प्रोटीन और उनकी श्रंखला जो कि 2 आयामी श्रंखला है जानने की कोशिश कर रहा है यह मुझे मिली यूनीप्रोट की संख्या जो कि कहलाती है यह लीपाक्सीजीनेस की यूनीप्रोट संख्या है मानवीय 5 लीपाक्सीजीनेस P09917 कहलाता है कार्य अभी भी चल रहा है तो हम विभिन्न प्रकार के प्रोटीन को देखते हैं 5LOX प्रोटीन जिनकी श्रंखला समानता वास्तव में इस खास प्रोटीन के साथ है यह अभी भी चल रहा है यह लंबा समय लेगा क्योंकि 5 लिपऑक्सीजनएज के बहुत सारे प्रोटीन हो सकते हैं यह मानव का है जो हमें मिला यह मानव का है जो हमें मिला विभिन्न प्रजातियों के बहुत सारे प्रोटीन हो सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि यहां पर सिर्फ 50000 प्रोटीन संरचनाएं 3 आयामी संरचना प्रोटीन डाटा बैंक में हैं लेकिन इस स्विस्प्रोट के पास तकरीबन 55 करोड़ प्रोटीन श्रंखला है यानी कि 2 आयामी प्रोटीन श्रंखला जो कि सिर्फ 1 है तो हमारे पास अभी भी अनेक अनेक प्रोटीन की 3 आयामी संरचनाएं नहीं है और फिर यह संख्या धरती के प्रोटीन की सिर्फ एक बहुत बहुत छोटी मात्रा है इसका मतलब करीब 50 करोड़ जीव है प्रत्येक जीव के पास 5000 जींस हैं तो यह एक बहुत छोटी संख्या है इसका मतलब हमारे पास अभी भी एक बड़ी संख्या में प्रोटीन की जानकारी नहीं है तकरीबन 9999 प्रोटीन जो इस धरती पर पाए जाते हैं हमारे पास वास्तव में नहीं है तो हमें बहुत सारे प्रोटीन जो कि मानव के अनेक रोगों से जुड़े हुए हैं की 3 आयामी संरचनाएं नहीं मिलेंगी तो हम दूसरी प्रजातियां के लिए ढूंढ सकते हैं तो हमें करना होगा ऐसा कुछ जो कहलाता है होमोलॉजी मॉडलिंग इसका मतलब हम प्रोटीन संरचना से जैसे मानव से जुड़ी प्रोटीन हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी प्रोटीन की 3 आयामी संरचना पीडीबी में उपलब्ध है और फिर हम होमोलॉजी मॉडल को करेंगे और संरचना पता करेंगे तो टारगेट पर आधारित ड्रग डिस्कवरी एक जानकारी है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी फंक्शनल जिनोमिक्स केमिकल बायोलॉजी और इसी प्रकार की वास्तव में तो अनेक विधाएं एक साथ मिली होती है हमें टारगेट पर आधारित ड्रग डिजाइन को करने के लिए कुछ जानकारी लेनी होगी तो यदि आप फिर से पीछे जाएं आइए हम देखें कि क्या जॉब हो गया है जॉब अभी भी चल रहा है क्योंकि यहां पर बहुत सारे प्रोटीन है तो हम टारगेट पर आधारित डिजाइन पर अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे अपना समय देने के लिए धन्यवाद